आइए अब हम पेल्टियर एलिमेंट के लिए डेटा शीट पर एक नजर डालते हैं मैं पेल्टियर एलिमेंट की डेटा शीट डाउनलोड करूँगा जिसे हाल ही में मैंने आपको दिखाया था और फिर हम देखेंगे कि डेटा शीट से हम कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें पेल्टियर को डिजाइन करने के लिए देखने की जरूरत है एक विशेष एप्लिकेशन के लिए पेल्टियर एलिमेंट का चयन करने के लिए मैंने उस पेल्टियर एलिमेंट के लिए डेटाशीट डाउनलोड किया है जिसे मैंने आपको दिखाया था Laird टेक्नोलॉजीस यह वह एलिमेंट है जो एक उसी तरह का एलिमेंट है जिसे हमने देखा था और यह सेम नंबर है आप देखते हैं एक सूची है यहां एप्लीकेशंस की ध्यान दीजिए यह दिलचस्प है मेडिकल लेजर्स लैब साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स फोटोनिक्स लेजर इलेक्ट्रॉनिक एंक्लोजर कूलिंग यहां तक कि कंपोनेंट कूलिंग फूड एंड बेवरेज कूलिंग चिल्लर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छा आइए हम महत्वपूर्ण चीजों पर आते हैं यहां परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का यह सेट है ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं और आइए हम इन नंबर्स को समझने की कोशिश करें यहां मैं एसकेमैटिक ड्रॉ करूंगा और फिर इन नंबर्स को एसकेमैटिक के साथ एसोसिएट करने का प्रयास करूंगा तो हम कहते हैं कि मैंने वहां लाल में हॉट जंक्शन पार्ट डाल दिया है और यहां कोल्ड जंक्शन पार्ट है और हमारे पास एक पंप है एक पोलिटर पंप जो कोल्ड जंक्शन से हीट एनर्जी निकालता है पंप के माध्यम से हॉट जंक्शन में धकेलता है और उसके लिए वहां कुछ एक्सटर्नल पावर इनपुट होना चाहिए और यही वह है जो इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में पेल्टियर एलिमेंट में आ रहा है अब हम कहते हैं कि QC QC हीट की मात्रा है जिसे कोल्ड जंक्शन से निकाला जाता है यह कोल्ड जंक्शन से बाहर हीट फ्लो है Qmax वॉट्स में 257 वाट 304 वाट पर निर्भर करता है की हॉट साइड टेंपरेचर क्या है यह मैक्सिमम हीट फ्लो को दर्शाता है जिसे इस पेल्टियर एलिमेंट के लिए एलाऊ किया जा सकता है तो QC जिसके लिए आप जा रहे हैं हीट जो आप इस कोल्ड जंक्शन से निकालने जा रहे हैं और इसे बाहर पास करने के लिए 257 से 304 वॉट्स है यही ऐबसेल्यूट मैक्सिमम है इससे ज्यादा नहीं करना है यदि आप उससे आगे निकलने लगते हैं तो क्या होता है पेल्टियर एलिमेंट के भीतर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और I2R लॉस होता है I2R लॉस बढ़ जाता है और हीट पावर फ्लो की मात्रा कम हो जाएगी और हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच तापमान अंतर गिर जाएगा तो हम यहां इसे कोल्ड जंक्शन के रूप में बुला रहे हैं और यह तापमान T1 पर है हम इसे हॉट जंक्शन के रूप में कह रहे हैं और वह तापमान T2 पर है T2 और T1 के बीच का अंतर ∆T कहलाता है तो हम कहते हैं ∆TT2 T1 और वह T यहाँ स्पेसिफाइड है ∆Tmax तो वह भी स्पेक्स मे से एक ही है 68 से 75o इसलिए कोल्ड और हॉट जंक्शन के बीच का अंतर 68 से 75o से अधिक नहीं होना चाहिए यह अधिकतम के आसपास है जो इस पार्टिकुलर पेल्टियर जंक्शन को एलाऊ करेगा अब यह हीट पंप जो मैंने यहाँ दिखाया है मुझे इसे एक स्क्वायर ब्लॉक के साथ बदलने दें जो कि पेल्टियर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इसमें इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं और मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पावर सप्लाई को जोड़ता हूं जैसा कि दिखाया गया है तो पेल्टियर के टर्मिनलों के एक्रॉस वोल्टेज है हम उसे Vp के रूप में कहेंगे और वहां एक करंट है जो पेल्टियर के पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो हो रहा है और हम उसको Ip कहेंगे तो यह इलेक्ट्रिकल सर्किट यह इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पेल्टियर जंक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी प्रदान कर रहा है हीट पंप के रूप में कार्य करने के लिए इसलिए यदि आप इस Ip पर विचार करते हैं जो कि पेल्टियर में फ्लो होने वाला करंट है इसे Ima से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि इस डेटा शीट में दिया गया है तो इस मामले में पेल्टियर एलिमेंट के लिए Imax करंट 3 amp है पेल्टियर Vp के टर्मिनलों के एक्रॉस वोल्टेज अधिकतम से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां डेटा शीट में दर्शाया गया है हॉट जंक्शन के तापमान के आधार पर Vmax 145 से 164 से अधिक नहीं होना चाहिए अब यदि आप इस पेल्टियर एलिमेंट पर विचार करते हैं तो मैं इसे मिटा दूं और मुझे यहाँ एक रजिस्टेंस कनेक्ट करने दें पेल्टियर के टर्मिनलों के एक्रॉस यहां इंटरनली एक रेजिस्टेंस है और यह रजिस्टेंस मैं इसे RP पेल्टियर रजिस्टेंस कहता हूं यह मॉडल रेजिस्टेंस है जैसा कि डेटा शीट में दर्शाया गया है और यह हॉट साइड टेम्परेचर के आधार पर 084 से 095 के बीच दिया गया है T2 और यह T2 हॉट साइड टेम्प्रेचर 25o 50o सेंटीग्रेड के बीच होता है पेलेटियर एलिमेंट के लिए जो अधिकतम ऑपरेटिंग टेंपरेचर होता है वह 80o सेंटीग्रेड है यह किसी भी हालत में 80o सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा पेल्टियर एलिमेंट ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं डेटा शीट मे आगे जाता हूं इसके अगले पेज पर कुछ ग्राफ़ दिए गए हैं और फिर उसके नीचे वहां डेटा के डाइमेंशनल पार्ट हैं जो कि दिए गए हैं यहां ध्यान से देखें ऑपरेटिंग टिप्स अधिकतम ऑपरेटिंग टेंपरेचर 80o Imax या Vmax को अधिक न होने दे जब मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हो तो ये टिप्स और हिंट्स हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अब इन दोनों ग्राफ को देखें ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण हैं दो ग्राफ हैं एक नॉमोग्राफ थर्मल है और दूसरा नॉमोग्राफ इलेक्ट्रिकल के लिए है यह ग्राफ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परफॉर्मेंस कॉएफिशिएंट से रिलेट करता है आपके पास Qc है और यह करंट के संबंध में कर्व्स की फैमिली है जो पेनाल्टी जंक्शन से होकर बह रहा है और इसलिए हम परफॉर्मेंस कॉएफिशिएंट से रिलेट कर सकते हैं मैं उस फिगर के संबंध में समझाता हूं जो हमने अभी ड्रॉ किया है यह कोल्ड जंक्शन है यह हॉट जंक्शन है हॉट जंक्शन तापमान T2 माइनस कोल्ड जंक्शन तापमान T1 Δt है ध्यान रखें कि इन दोनों नोमोग्राफ की x एक्सिस Δt है जो कि मूल रूप से हॉट और कोल्ड जंक्शन टेंपरेचर्स में अंतर है 0 से 80o यही ग्राफ की सीमा है और जो आप यहां देख रहे हैं आप इस ग्राफ को देखते हैं अब ये ग्राफ़ विभिन्न करेंट्स की वैल्यू पर हैं जो पेल्टियर जंक्शन में फ्लो हो रही हैं iP एक करंट जो पेल्टियर जंक्शन में फ्लो हो रही है तो यह ग्राफ़ iP 06 Amps फ्लो होने के संबंध में है यह ग्राफ़ 12 Amps की iP इसमें फ्लो हो रही है यह ग्राफ़ 19 Amps पेल्टियर में फ्लो हो रही है यह ग्राफ़ 25 Amps के लिए है यह 3 Amps के लिएजोकि पेल्टियर में बह रही है और इस पेल्टियर को केवल अधिकतम 3 Amps तक ही रेट किया जाता है इसी तरह इलेक्ट्रिक मोनोग्राफ में यह ग्राफ 06 Amps पर है यह 12 Amps पर है 19 Amps 25 Amps और 3 Amps पर है यहां ध्यान दें कि अधिक Δt प्राप्त किया जा सकता है यदि पेल्टियर जंक्शन में फ्लो करने वाला Amps बढ़ जाता है तो आप 65 68o के करीब प्राप्त कर सकते हैं जब Amps जोकि पेल्टियर में फ्लो कर रहा हैं लगभग 3 Amps पर है सामान्य तौर पर इन कर्व्स की प्रकृति सिर्फ इतनी है कि जब टेंपरेचर का अंतर कम होता है तो मैं कोल्ड जंक्शन से अधिक मात्रा में हीट पावर निकाल सकता हूं और इसे हॉट जंक्शन पर शिफ्ट कर सकता हूं इसलिए अधिक मात्रा में पावर कोल्ड जंक्शन से हटाई जा सकती है यदि तापमान के अंतर को कम पर मेंटेन रखा जाए यदि आप एक बड़ा टेंपरेचर डिफरेंस चाहते हैं तब आप केवल कम मात्रा की हीट पावर को ही हॉट जंक्शन में पंप कर सकते हैं उदाहरण के लिए लें अगर मुझे कोल्ड जंक्शन के बाहर से 17 वाट की पावर पंप करना है तो 17 यहां कहीं आता है और फिर यह इन तीन लाइनों 19 Amp लाइन 25 Amp लाइन और 3 Amp लाइन को काट देता है इनमें से एक का उपयोग किया जा सकता है तो आप शायद लगभग 13 वोल्ट अप्लाई कर सकेंगे 3 Amps का यहाँ आपके पास ऑपरेटिंग पॉइंट होगा आप शायद लगभग 10 वोल्ट 25 Amps अप्लाई कर सकते हैं और शायद ऑपरेटिंग पॉइंट लगभग यहाँ है तो जितनी ज्यादा पावर उतनी अधिक QC यानी कि हीट पावर जिसे आप कोल्ड जंक्शन से निकालना चाहते हैं वह पावर भी हायर होनी चाहिए जिसे आप को पेल्टियर एलिमेंट में पंप करना है हॉट जंक्शन में हीट की मात्रा को पंप करने के क्रम में यदि आप vP और iP को मल्टीप्लाई करते हैं तो vP इनटू iP वह पावर देगा जो आप पेल्टियर एलिमेंट में पंप कर रहे हैं QC प्लस vP इनटू iP हीट पावर की मात्रा होगी जिसको आप हॉट जंक्शन में डाल रहे हैं